आर का उपयोग कर एमसीडीएम तकनीकों के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है इसलिए पिछले व्याख्यान में हमने इस विशेष पाठ्यक्रम पर अपनी चर्चा शुरू की हमने निर्णय लेने के बारे में बात की हमने निर्णय की समस्याओं के कई उदाहरणों पर भी चर्चा की हमने निर्णय लेने को परिभाषित किया हमने निर्णय लेने की प्रक्रिया मानदंड विकल्प निर्णय निर्माता की भूमिका और व्यक्तिपरक वरीयताओं की जटिलता को समझा हमने एमसीडीएम और एमसीडीए और विभिन्न क्षेत्रों में उनके आवेदन और एमसीडीएम के क्षेत्र में विभिन्न विषयों के प्रभाव के बारे में भी बात की इसलिए हमने पिछले व्याख्यान में इन सभी के बारे में बात की थी हमने एमसीडीएम प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों पर भी चर्चा की हमने एमसीडीएम प्रक्रिया में शामिल होने वाले उप चरणों पर भी चर्चा की इसलिए इस बिंदु पर हमने अपना पिछला व्याख्यान समाप्त कर दिया हम एमसीडीएम प्रक्रिया की गैर शुद्धता जटिलता और पुनरावृत्ति पहलू के बारे में बात कर रहे थे इसलिए इस व्याख्यान में हम उस चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं इसलिए जैसा कि आप निर्णय लेने की समस्याओं को देख सकते हैं वे वास्तव में कई प्रकार के विश्लेषणों को नियोजित करके हल किया जा सकता है तो पहले एक को वर्णनात्मक विश्लेषण कहा जाता है वर्णनात्मक विश्लेषण को कभी कभी व्यवहार निर्णय अनुसंधान भी कहा जाता है इसलिए यह आम तौर पर निर्णय लेने की समस्याओं पर केंद्रित होता है जो वास्तव में निर्णय निर्माताओं द्वारा हल किए जाते हैं जब हम निर्णय निर्माता द्वारा वास्तव में हल कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम दूसरे प्रकार के विश्लेषण के बारे में बात करते हैं यह विशेष रूप से वर्णनात्मक विश्लेषण विशेष रूप से मनोविज्ञान विपणन और उपभोक्ता अनुसंधान के क्षेत्र में संबोधित किया जाता है इसलिए आमतौर पर जब हम कहते हैं कि वर्णनात्मक विश्लेषण उन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो वास्तव में निर्णय निर्माताओं द्वारा हल की जाती हैं तो हम उपभोक्ताओं के तर्कहीन व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं जो आमतौर पर मनोविज्ञान विपणन और उपभोक्ता अनुसंधान के क्षेत्र में अध्ययन किए जाते हैं विश्लेषण का एक और रूप है जिसका उपयोग निर्णय लेने की समस्याओं के लिए किया जा सकता है यह प्रामाणिक और निर्धारित विश्लेषण है आदर्श भाग में निर्णय लेने की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिसे आदर्श रूप से संबोधित किया जाना चाहिए इसलिए हम आदर्श मामले के परिदृश्य को देख रहे हैं इसलिए हम विचार कर रहे हैं कि निर्णय निर्माता तर्कसंगत होने जा रहे हैं और तर्कहीन दृष्टिकोण के बजाय तर्कसंगत दृष्टिकोण का पालन करने जा रहे हैं जो आमतौर पर मनोविज्ञान विपणन और उपभोक्ता अनुसंधान के अन्य क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता है इसलिए आदर्श भाग उस समस्या पर केंद्रित है जिसे आदर्श रूप से संबोधित किया जाना चाहिए और prescriptive भाग उन तरीकों पर विचार करता है जिनका उपयोग वास्तव में इन समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है इसलिए आदर्श भाग आम तौर पर आदर्श मामला परिदृश्य होता है जहां आदर्श मामले की समस्याओं की पहचान की जाती है और prescriptive भाग उन तरीकों को समझने के बारे में है जिन्हें वास्तव में उन समस्याओं को हल करने के लिए लागू किया जा सकता है इसलिए आमतौर पर इस तरह के विश्लेषण को निर्णय विज्ञान अर्थशास्त्र और संचालन अनुसंधान के क्षेत्रों में निपटाया जाता है अब हम एमसीडीएम समस्याओं और विभिन्न घटकों को समझते हैं जो इसमें शामिल हैं इसलिए जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में बात की है हमने एक स्कूल समिति के विशेष उदाहरण पर चर्चा की जिसे विभिन्न विषयों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को छात्रवृत्ति आवंटित करने का काम दिया गया था इसलिए एक छात्रवृत्ति का आवंटन लक्ष्य था इसलिए लक्ष्य MCDM समस्या का एक महत्वपूर्ण घटक है फिर अगला बिंदु निर्णय निर्माता की प्राथमिकताएं हैं इसलिए जब हमने कहा कि स्कूल समिति निर्णय निर्माता की भूमिका निभा रही है और वे अन्य पाठ्यक्रमों पर छात्रों के प्रदर्शन से अधिक किसी विशेष पाठ्यक्रम पर एक विशेष प्रदर्शन को महत्व देना पसंद कर सकते हैं इसलिए यह वास्तव में इस दूसरे घटक के तहत आएगा जो निर्णय निर्माता की प्राथमिकताएं हैं फिर तीसरा घटक विकल्प है इसलिए स्कूल समिति के उदाहरण में छात्रों को विकल्प के रूप में माना जाता था फिर अगला महत्वपूर्ण घटक मानदंड है इसलिए मानदंड विषय थे और इन विषयों का उपयोग वास्तव में विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाने वाला था और फिर अंतिम घटक परिणाम है इसलिए इन अन्य घटकों को समझने के बाद अर्थात् लक्ष्य डीएम की प्राथमिकताएं या निर्णय निर्माताओं विकल्प और मानदंड हमें अंतिम निर्णय पर पहुंचने की जरूरत है तो यह अंतिम घटक का हिस्सा है जो परिणाम है अब हम एमसीडीएम समस्याओं को देखेंगे और उन्हें श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्रयास करेंगे तो दो मुख्य श्रेणियां हैं पहले एक को कई विशेषता निर्णय लेने या MADM कहा जाता है दूसरे को कई उद्देश्य निर्णय लेने या MODM कहा जाता है तो आइए इन दो श्रेणियों को समझते हैं MADM और MODM हम एमसीडीएम को आम तौर पर ऐसे शब्द के रूप में देखते हैं जो साहित्य में अधिक बार उपयोग किया जाता है न कि इन दोनों शब्दों में एमएडीएम और एमओडीएम इन दोनों शब्दों के बीच अधिक समानता होने का कारण है इसलिए भले ही इन्हें दो अलग अलग श्रेणियों के रूप में परिभाषित किया जाता है एक है MADM दूसरा एक MODM है इन दोनों श्रेणियों के बीच मतभेदों की तुलना में अधिक समानताएं हैं तो हम इन दो श्रेणियों को समझते हैं इसलिए MADM आम तौर पर मूल्यांकन पहलू के लिए उपयुक्त है उदाहरण है कि हमने छात्रवृत्ति के आवंटन के बारे में बात की थी इसलिए जब हम किसी चीज का मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसका मूल्यांकन पहलू है इस मामले में यह एक रैंकिंग समस्या थी इसलिए MADM मूल्यांकन पहलू के लिए अधिक उपयुक्त है जब हम किसी चीज का मूल्यांकन करने वाले होते हैं फिर ऊपर की स्लाइड में अगला बिंदु यह है कि जब सीमित संख्या में मुफ्त निर्धारित विकल्प होते हैं उदाहरण के लिए कम संख्या में ऐसे छात्र होंगे जो इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं इसलिए इस मामले में हमारे पास पूर्वनिर्धारित विकल्पों की एक सीमित संख्या है फिर अगला बिंदु यह है कि कई परस्पर विरोधी मानदंडों पर विचार किया जाना है जिस उदाहरण के बारे में हमने बात की उसमें विभिन्न विषयों पर प्रदर्शन को मापदंड का हिस्सा माना गया इसलिए कुछ निर्णय लेने वाले एक विषय को दूसरे के लिए पसंद कर सकते हैं दूसरे निर्णय निर्माता को दूसरे पर एक विषय पसंद कर सकते हैं इसलिए विभिन्न निर्णय निर्माताओं के अलग अलग मतभेदों के आधार पर कुछ संघर्ष हो सकते हैं अगर सिर्फ एक निर्णय निर्माता है तो भी व्यापार अप हो सकते हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक निर्णय निर्माता होने जा रहा है तो यह परस्पर विरोधी मानदंड समस्या नहीं होने वाली है यह अभी भी होने जा रहा है हालांकि मानदंड स्वयं परस्पर विरोधी होंगे और एक परिदृश्य में जब एक से अधिक निर्णय निर्माता होने जा रहे हैं तो यह जटिलता और भी बढ़ने वाली है अगला बिंदु असतत वरीयता सूचना के बारे में है इसलिए जब निर्णय निर्माताओं के पास बहुत अधिक गुणात्मक प्रकार की वरीयता जानकारी होती है तो ये सभी विशेषताएं आम तौर पर MADM समस्याओं या बहु विशेषता निर्णय समस्याओं को परिभाषित करती हैं अब एमएडीएम विधियों को और आगे दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है तो उनके पास दो मुख्य विधायी स्कूल हैं तो पहले वाले को मूल्य आधारित सिद्धांत कहा जाता है तो यह विशेष श्रेणी मूल्य आधारित सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि मनुष्य आमतौर पर विकल्पों का मूल्यांकन कैसे करते हैं इससे पहले यह माना जाता था कि लोग आमतौर पर अपेक्षित मूल्य को देखते हैं हालांकि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां ऐसा नहीं है हालांकि निर्णय लेने के लिए अपेक्षित मूल्य का उपयोग नहीं किया जा सकता है फिर भी लोग निर्णय लेते हैं इसलिए यह महसूस किया गया कि यह संभवतः किसी विशेष विकल्प का उपयोगिता मूल्य है जो वास्तव में निर्णय लेने के लिए मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जाता है इसलिए इन मूल्य आधारित सिद्धांतों ने वास्तव में मानव निर्णय लेने में अपेक्षित मूल्य के बजाय उपयोगिता मूल्य के महत्व को प्रस्तावित किया उचित उपयोगिता फ़ंक्शन का उपयोग करके निर्णय निर्माताओं की प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती हैं अब हम किसी विशेष विकल्प के लिए उपयोगिता मान कैसे निर्धारित करते हैं इसलिए आमतौर पर उपयोगिता फ़ंक्शंस प्राप्त होते हैं और उनका उपयोग निर्णय निर्माताओं की प्राथमिकताओं के लिए स्कोर निर्धारित करने के लिए किया जाता है इसलिए हम उपयोगिता फ़ंक्शन को विकल्पों के सेट पर निर्णय निर्माताओं की प्राथमिकताओं के संख्यात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में समझ सकते हैं इसलिए कई बार इस संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को निर्दिष्ट करना काफी कठिन होता है और यह इस विशेष विधि यानी मूल्य आधारित सिद्धांतों की एक खामी बन जाता है अब जैसा कि आप देख सकते हैं एक और समस्या अधिमान्य स्वतंत्रता की अवास्तविक धारणा है यह मूल्य आधारित सिद्धांतों का एक और दोष है क्योंकि इस विशेष सिद्धांत में हम मानते हैं कि विकल्प मानदंड वे स्वतंत्र हैं जो यथार्थवादी नहीं हो सकते हैं अब फिर एक और मुद्दा यह है कि व्यावहारिक समस्याओं से निपटने में उपयोगिता समारोह के साथ अनुभवजन्य कठिनाइयों का अनुभव किया जा सकता है जैसा कि मैंने कहा उपयोगिता फ़ंक्शन निर्दिष्ट करने के लिए कई बार बहुत मुश्किल हो सकता है और इस वजह से हम मूल्य आधारित सिद्धांतों के तहत दृष्टिकोण या विधियों का उपयोग करने के मामले में व्यावहारिक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं दूसरे मेथडोलॉजिकल स्कूल को विचारों का उत्कृष्ट स्कूल कहा जाता है इसलिए हमें एक उपयोगिता फ़ंक्शन निर्दिष्ट नहीं करना है बल्कि हम विकल्पों के बीच वरीयता संबंधों की तुलना कर सकते हैं और इसका उपयोग निर्णय लेने की समस्या के आगे समाधान के लिए किया जाना है अब विचार के इस विशेष स्कूल की मुख्य आलोचना स्वयंसिद्ध नींव की कमी है क्योंकि ये प्राथमिकता संबंध निर्णय निर्माताओं की व्यक्तिपरक वरीयताओं के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं इसलिए स्पष्ट रूप से इस स्वयंसिद्ध नींव की कमी होने जा रही है तो यह एक विचारधारा के इस विशेष स्कूल की आलोचना है इसलिए हमें इन दोनों के बीच मुख्य अंतर मूल्य आधारित सिद्धांत और विचारशील स्कूल को समझने की आवश्यकता है इसलिए कुछ बिंदुओं का उल्लेख यहां किया गया है मुख्य अंतर वह तरीका है जिससे विकल्पों की तुलना की जाती है इसलिए मूल्य आधारित सिद्धांत में हमारे पास उपयोगिता कार्य हैं और हर विकल्प में एक वैश्विक स्कोर है हालाँकि आगे बढ़ने की विधि में हम विभिन्न विकल्पों पर अपनी प्राथमिकताओं की तुलना करने जा रहे हैं इसलिए जिस तरह से विकल्पों की तुलना की जाती है वह विचार के इन दो स्कूलों में बहुत अलग है और निर्णय निर्माता द्वारा इस तुलना के लिए आवश्यक जानकारी का प्रकार भी अलग है इसलिए जानकारी का प्रकार और तुलना का तरीका होता है यह सब काफी अलग है और विचार के इन दो स्कूलों के बीच मुख्य अंतर है मूल्य आधारित सिद्धांत और आगे बढ़ना अब जब हम जानते हैं कि आउट्रैंकिंग तरीके हमारी निर्णय समस्या के लिए उपयुक्त होने जा रहे हैं और जब हम जानते हैं कि मूल्य आधारित तरीकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए इसलिए यह तय करना अक्सर मुश्किल होता है हालाँकि कुछ चीजें जो हम यहां से समझ सकते हैं यदि मानदंड पर विकल्पों का मूल्यांकन मुख्य रूप से गुणात्मक है तो शायद हम आगे बढ़ने के तरीकों के साथ जाएंगे क्योंकि हमें वहां वरीयता के संबंधों का अध्ययन करने की आवश्यकता है इसलिए यदि मूल्यांकन गुणात्मक है तो आगे बढ़ने के तरीके अधिक उपयुक्त दृष्टिकोण हैं या यदि निर्णय निर्माताओं वे मॉडल में अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोच रहे हैं तो उस परिदृश्य में भी दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त दृष्टिकोण हो सकता है हालांकि अगर हमें निर्णय निर्माता के प्रतिपूरक व्यवहार को मॉडल करने की आवश्यकता है तो इसका मतलब है कि किसी अन्य कसौटी पर किसी विशेष कसौटी के लिए वरीयता इसलिए इसलिए कि व्यापार बंद करना होगा तो उस स्थिति में मूल्य आधारित पद्धति अधिक उपयुक्त होगी क्योंकि हमें एक वैश्विक स्कोर मिलेगा जिसका उपयोग तुलना के लिए किया जा सकता है अब हम विचार के इन दो स्कूलों के उदाहरणों को देखेंगे MADM विधियों के तहत मूल्य आधारित सिद्धांतों के मामले में एकाधिक विशेषता उपयोगिता सिद्धांत या MAUT वह विधि है जो आमतौर पर उपयोग की जाती है अब हम उन तरीकों के उदाहरणों पर ध्यान देंगे जिनमें ELECTRE AHP TOPSIS और VIKOR शामिल हैं तो ये कुछ ऐसी विधियाँ हैं जो आउटर रिंग तरीकों की श्रेणी में आती हैं इसलिए MCDM के भीतर हमने दो श्रेणियों MADM और MODM के बारे में बात की और एमएडीएम के भीतर हमने आगे विचार के दो स्कूलों के बारे में बात की मूल्य आधारित सिद्धांत और आवर्ती तरीके अब हम आगे बढ़ते हैं इसलिए MCDM के भीतर दूसरी श्रेणी MODM या बहु उद्देश्यीय निर्णय है तो यह विशेष श्रेणी डिजाइन या नियोजन पहलू के लिए उपयुक्त है MADM की तरह जो मूल्यांकन पहलू के लिए अधिक उपयुक्त था यह इष्टतम समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से डिजाइन या नियोजन पहलू के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि हम डिजाइन और नियोजन चरण में हैं इसलिए निश्चित रूप से हम इष्टतम समाधान के साथ जाना पसंद करेंगे हम अपने अनुकूलन एल्गोरिदम को लागू कर सकते हैं और उस निर्णय की समस्या के लिए सबसे अच्छा समाधान प्राप्त कर सकते हैं इसलिए MODM के तहत मुख्य उद्देश्य इष्टतम समाधान प्राप्त करना है एमसीडीएम के तहत हमने परस्पर विरोधी उद्देश्यों या मानदंडों के बारे में बात की एमएडीएम में हम मानदंड को विशेषताओं के रूप में संदर्भित करते हैं और MODM में हम मानदंड को उद्देश्यों के रूप में संदर्भित करते हैं तो परस्पर विरोधी उद्देश्यों का समूह उन्हें एक साथ प्राप्त किया जाना है क्योंकि हम एक इष्टतम समाधान की तलाश कर रहे हैं हम अनुकूलन विधियों को लागू करने जा रहे हैं इसलिए यह एक साथ किया जाना है इसलिए यह MODM की विशेषता भी बन जाता है अब अगले बिंदु में कहा गया है कि यदि हमारे पास अच्छी तरह से परिभाषित बाधाओं का एक सेट है केवल तभी हम एक अद्वितीय इष्टतम समाधान खोजने में सक्षम होंगे इसलिए यह भी MODM की विशेषता बन जाता है अब हम उन तरीकों को देखते हैं जिनका उपयोग MODM के तहत किया जाता है इसलिए एमएडीएम में हमने मूल्य आधारित सिद्धांतों और विचारों के आगे बढ़ते स्कूल के बारे में बात की यहां आमतौर पर हम अनुकूलन समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय प्रोग्रामिंग के तरीकों का उपयोग करते हैं तो गणितीय प्रोग्रामिंग से जुड़े तरीकों के साथ कुछ मुद्दे हैं उदाहरण के लिए एक व्यापार बंद समस्या होने जा रही है क्योंकि हम कई उद्देश्य रखने वाले हैं और उन्हें एक भारित एकल उद्देश्य में बदलना होगा इसलिए हमें ट्रेड ऑफ जानकारी की आवश्यकता है अर्थात कितने उद्देश्यों को एक एकल भारित उद्देश्य में बदलना है उस ट्रेड ऑफ जानकारी की आवश्यकता है यदि ट्रेड ऑफ की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो हमें पेरेटो समाधान के साथ जाना होगा तो यह मुद्दा हमेशा गणितीय प्रोग्रामिंग विधियों के साथ हो सकता है जो आमतौर पर MODM में उपयोग किए जाते हैं फिर बड़े पैमाने पर समस्या होने जा रही है क्या होगा यदि किसी विशेष निर्णय समस्या में उपयोग किए जा रहे उद्देश्यों की संख्या बढ़ जाती है इसलिए आयामीता का अभिशाप होने वाला है और कम्प्यूटेशनल लागत वास्तव में बढ़ेगी याद रखें कि हम एक इष्टतम समाधान खोजने के बारे में बात कर रहे हैं और हम इस तरह की MODM समस्याओं के लिए अनुकूलन एल्गोरिदम लागू करने के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए आयामीता का अभिशाप एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे हमें निपटना होगा और इससे कम्प्यूटेशनल लागत में वृद्धि हो सकती है तो इन परिदृश्यों को संभालने के लिए विभिन्न तंत्र हैं उदाहरण के लिए डायनेमिकता के इस अभिशाप को जेनेटिक अल्गोरिद्म जेनेटिक प्रोग्रामिंग और इवोल्यूशन स्ट्रेटजी जैसे एल्गोरिदम का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है इनमें से कुछ दृष्टिकोण और एल्गोरिदम का उपयोग इन पैमाने और व्यापार बंद परिदृश्यों से निपटने के लिए किया जा सकता है अब हम MODM के उदाहरणों को देखेंगे जिसमें लक्ष्य प्रोग्रामिंग समझौता समाधान डेटा लिफाफा विश्लेषण डी novo प्रोग्रामिंग MODM के लिए TOPSIS और कई मापदंड कई अवरोध स्तर शामिल हैं इसलिए ये MODM विधियों के कुछ उदाहरण हैं जो लोकप्रिय रूप से उपयोग किए जाते हैं इसलिए अब तक MCDM के भीतर हमने दो मुख्य श्रेणियों के बारे में बात की MADM बहु विशेषता निर्णय लेने और MODM बहुउद्देश्यीय निर्णय लेने एमएडीएम के तहत फिर से हमारे पास विचार के दो स्कूल हैं मूल्य आधारित सिद्धांत जहां अधिक सामान्य उदाहरण विधि MAUT है और फिर हमारे पास विचार के स्कूल से बाहर है जहां हमारे पास MODM में कई तरीके हैं ELECTRA TOPSIS VIKOR इत्यादि गणितीय प्रोग्रामिंग का उपयोग करें और इन तरीकों के लिए विभिन्न उदाहरण लक्ष्य प्रोग्रामिंग समझौता समाधान डीईए आदि हैं अब एमसीडीएम के लिए विभिन्न प्रकार की श्रेणियों को समझने और विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों या विचारों के स्कूलों के बाद एमसीडीएम के डोमेन के तहत आने वाली निर्णय समस्याओं के प्रकार को समझने दें इसलिए जैसा कि हमने पहले बात की थी चार मुख्य समस्याएं हैं जो अधिक सामान्य हैं विकल्प रैंकिंग छंटाई और विवरण अन्य प्रकार की समस्याएं निर्णय समस्याएं भी हैं जो एमसीडीएम के तहत हल की जाती हैं लेकिन ये चार मुख्य प्रकार हैं तो चलिए एक एक करके उनकी चर्चा करते हैं तो पहले एक विकल्प समस्या है पसंद की समस्याओं में लक्ष्य एकल सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना है या कम से कम विकल्प के समूह को समतुल्य या अतुलनीय par अच्छे 'विकल्पों के सबसेट में कम करना है इसलिए या तो हम एकल सर्वोत्तम विकल्प की तलाश कर रहे हैं या कम से कम हमें विकल्पों के सेट को विकल्पों के समकक्ष या अतुलनीय सेट में कम करने में सक्षम होना चाहिए उदाहरण के लिए किसी विशेष परियोजना के लिए सही व्यक्ति का चयन करने वाले प्रबंधक के परिदृश्य में किसी विशेष परियोजना के मामले में प्रबंधक को सिर्फ एक व्यक्ति की आवश्यकता होगी इसलिए वह स्पष्ट रूप से अलग अलग मानदंडों के आधार पर एक ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की तलाश करेगा अब कई कर्मचारी इस विशेष परियोजना के लिए उपयुक्त हो सकते हैं इसलिए यह एक विकल्प समस्या है ऐसा हो सकता है कि प्रबंधक किसी एकल व्यक्ति की पहचान करने में सक्षम हो सकता है या कम से कम दो या तीन व्यक्तियों तक पहुंच सकता है जिन्हें अच्छा विकल्प माना जा सकता है फिर दूसरी तरह की समस्या को सॉर्टिंग समस्या कहा जाता है इस विशेष समस्या में विकल्पों को क्रमबद्ध और पूर्वनिर्धारित समूहों में क्रमबद्ध किया जाता है ये समूह या ये श्रेणियां पहले से ही पूर्वनिर्धारित हैं इसलिए छँटाई समस्या इन श्रेणियों में से एक में विकल्पों को छाँटने के बारे में है लक्ष्य वर्णनात्मक संगठनात्मक या भविष्य कहनेवाला कारणों के लिए समान व्यवहार या विशेषताओं के साथ विकल्पों को फिर से इकट्ठा करना है इसलिए विचार यह है कि कई विकल्प हैं और हम उन्हें समान व्यवहारों के आधार पर क्रमबद्ध करना चाहेंगे जो उनके पास हो सकते हैं इस तरह की छंटनी समस्या का एक उदाहरण एक फर्म द्वारा कर्मचारियों का प्रदर्शन मूल्यांकन है इसलिए एक फर्म कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों औसत प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों या कमजोर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों में वर्गीकृत करना चाहेगी कर्मचारियों के वेतन में बोनस वितरित करने या बढ़ोतरी देने के लिए यह फर्म के लिए महत्वपूर्ण होगा तो यह एक छँटाई समस्या बन जाता है आमतौर पर इस प्रकार की समस्याएं दोहराव या स्वचालित उपयोग या कभी कभी प्रारंभिक जांच में भी उपयोगी होती हैं फिर एक और प्रकार की समस्या है जिसे रैंकिंग समस्या कहा जाता है इस विशेष समस्या में विकल्पों में से सबसे खराब से सबसे खराब स्कोर या जोड़ीदार तुलना का आदेश दिया जाता है इसलिए इसका उद्देश्य कुछ विशेष अंकों के आधार पर पूरी रैंकिंग को सबसे अच्छे से खराब करना है इसके लिए वैश्विक स्कोर या जोड़ीदार तुलना का उपयोग किया जा सकता है अब परिणामी ऑर्डर कभी कभी पूर्ण या आंशिक हो सकता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या विकल्पों में से कुछ के साथ साथ अतुलनीय विकल्प भी हैं यदि अतुलनीय विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है तो हम आंशिक रैंकिंग के साथ समाप्त हो सकते हैं अन्यथा हमें पूरी रैंकिंग मिल सकती है जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में बात की थी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग कई मानदंडों के अनुसार जैसे शिक्षण गुणवत्ता अनुसंधान विशेषज्ञता और कैरियर के अवसरों को रैंकिंग समस्या का एक उदाहरण माना जा सकता है अब चौथे प्रकार की निर्णय समस्या के बारे में बात करते हैं जिसे वर्णन समस्या कहा जाता है आमतौर पर इस तरह की समस्या को हल करना चाहते हैं यदि वे एक जटिल निर्णय समस्या से निपट रहे हैं और समस्या को स्वयं समझने में सक्षम नहीं हैं उस परिदृश्य में पहले वर्णन समस्या तैयार करना अधिक पसंद किया जाता है तो आइए इस प्रकार की समस्या से हम क्या समझते हैं इसलिए वर्णन समस्या के तहत लक्ष्य विकल्प और उनके परिणामों का वर्णन करना है कभी कभी विकल्पों की विशेषताओं को समझना भी मुश्किल हो सकता है और अगर हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो परिणाम हो सकते हैं व्यापार नापसंद और मूल्य निर्णय जो कभी कभी समझना मुश्किल होता है ऐसे मामले में इस तरह की वर्णन समस्या और इस समस्या को हल करने के लिए जिन तरीकों का उपयोग किया जाता है वे विकल्प और उनके परिणामों का वर्णन करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं जैसा कि मैंने कहा आमतौर पर इन समस्याओं को निर्णय समस्या की विशेषताओं को समझने के लिए पहले चरण के रूप में हल किया जाता है इसलिए यदि निर्णय समस्या स्वयं बहुत जटिल है तो हम इसे एक वर्णन समस्या के रूप में ले सकते हैं और पहले स्वयं समस्या को समझने का प्रयास कर सकते हैं फिर अन्य समस्याएँ भी हैं उदाहरण के लिए उन्मूलन समस्या है तो उन्मूलन समस्या अपने आप में एक प्रकार की समस्या है फिर एक अन्य प्रकार की समस्या है जिसे डिज़ाइन समस्या कहा जाता है एक और एक समस्या है उदाहरण के लिए अगर हमें निर्णय निर्माता की व्यक्तिपरक वरीयताओं को समझना मुश्किल है तो संभवतः समस्या का समाधान मददगार हो सकता है यदि एक से अधिक निर्णय लेने वाले शामिल होते हैं तो हमें समूह निर्णय विधि भी करनी होगी हालांकि इस पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर हम मुख्य रूप से पसंद और रैंकिंग की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और हम सबसे लोकप्रिय एमएडीएम विधियों को कवर करने जा रहे हैं इसलिए इस विशेष पाठ्यक्रम में हम MODM विधियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करने जा रहे हैं हम मुख्य रूप से MADM विधियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और MADM विधि के भीतर हम विकल्प और रैंकिंग समस्या पर ध्यान देंगे इसलिए जो अभ्यास हम इस विशेष पाठ्यक्रम में करने जा रहे हैं वे आम तौर पर पसंद और रैंकिंग की समस्याओं पर होंगे अब इन विधियों में से कई जो हम एमसीडीएम में उपयोग करते हैं वे प्रकृति में काफी तकनीकी हैं इसलिए इस संबंध में विभिन्न सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं सॉफ्टवेयर की एक विशाल सूची है जिसका उपयोग विभिन्न एमसीडीए विधियों के लिए किया जा सकता है आमतौर पर ये सॉफ़्टवेयर या तो एक विशेष विधि या शायद दो या तीन प्रदान करते हैं एक व्यापक समाधान नहीं है जो सभी को कवर करता है और सभी अलग अलग एमसीडीए तरीकों के विभिन्न संस्करण हैं इसलिए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं अधिकांश सॉफ्टवेयर टूल कम संख्या में एल्गोरिदम पर ध्यान केंद्रित करते हैं कुछ को अन्य उपकरणों के साथ अपनाना और इंटरफ़ेस करना मुश्किल है कभी कभी हमें उपकरण या विधियों के संयोजन का उपयोग करना पड़ता है केवल कुछ ही योगदानकर्ताओं के गतिशील समुदायों से संबंधित हैं इस अर्थ में कि एक बार एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जाता है चाहे वह सॉफ्टवेयर बनाए रखा हो और अपग्रेड किया गया हो या नए संस्करण जारी किए जाते हैं जो सभी सॉफ्टवेयर के लिए भी लागू नहीं होता है इसलिए केवल कुछ ही सॉफ़्टवेयर हैं जहां डायनेमिक समुदाय हैं जो उन सॉफ़्टवेयर के विकास के लिए योगदान देते रहते हैं जो उन्हें कार्यक्षमता और उपयोग के संदर्भ में विस्तार करने की अनुमति देते हैं इन सभी समस्याओं के कारण इस विशेष पाठ्यक्रम में हम आर सांख्यिकीय वातावरण का उपयोग करने जा रहे हैं तो आर सांख्यिकीय वातावरण एमसीडीएम के लिए अक्सर उपयोग नहीं किया गया है इस विशेष पाठ्यक्रम में हम इस अंतर को पाटने का प्रयास कर रहे हैं जैसा कि आप यहां स्लाइड में देख सकते हैं सभी एमसीडीए तरीकों के लिए कोई अनूठा मुफ्त सॉफ्टवेयर नहीं है जो पर्याप्त रूप से व्यापक है तो R एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो इस अंतर को भर सकता है और एक व्यापक प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है जहाँ अधिकांश तकनीकों को कवर किया जा सकता है इसके अलावा क्योंकि हमारे पास R सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म के लिए योगदानकर्ताओं का एक बड़ा समुदाय है इसलिए कार्यक्षमता और उपयोगों के संदर्भ में इन विधियों का विस्तार हमेशा हो सकता है तो यह आर पर्यावरण भी एक महत्वपूर्ण मंच है जहां बहुत सारे निर्णय समर्थन उपकरण विकसित किए जा रहे हैं यदि हम R का उपयोग कर रहे हैं तो विविध विश्लेषणों के बीच एकीकरण काफी आसान हो सकता है R पर्यावरण के अन्य जाने माने फायदों में यह एक सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर वातावरण होना डेटा खनन तकनीक प्रदान करना आदि शामिल हैं इसलिए कौशल और विशेषज्ञता के संदर्भ में आर को समझने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं और आर का उपयोग कैसे करें न केवल निर्णय समर्थन उपकरण या एमसीडीएम के लिए बल्कि विश्लेषिकी और सांख्यिकीय अनुसंधान उद्देश्यों के लिए भी अब हम प्रासंगिक R संकुल को देखेंगे जो MCDM विधियों का उपयोग करने के लिए उपलब्ध हैं इसलिए मैंने इस विशेष स्लाइड में इनमें से कुछ प्रासंगिक आर पैकेजों का उल्लेख किया है कई पैकेज हैं जो आर के सीआरएएन रिपॉजिटरी में एमसीडीएम से संबंधित कई तकनीकों को कवर करते हैं इसलिए एमसीडीएम नामक पैकेज में कई तकनीकों को शामिल किया गया है फिर AHP Topsis FuzzyAHP FuzzyMCDM decision Support Outranking Tools MCDA आदि पर एक पैकेज है इसलिए ये कुछ ऐसे पैकेज हैं जो उपलब्ध हैं और कई तकनीकों का समर्थन करते हैं फिर कुछ अन्य उपयोगी पैकेज भी हैं जिनका उपयोग स्लाइड में उल्लिखित इन प्रासंगिक पैकेजों के साथ किया जा सकता है अब यदि आप आर पर्यावरण और आर प्रोग्रामिंग से परिचित नहीं हैं और यह कैसे किया जाता है तो उस स्थिति में आप एनपीटीईएल पर मेरे पिछले पाठ्यक्रम का उल्लेख कर सकते हैं जिसे आर का उपयोग करके बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा माइनिंग मॉडलिंग कहा जाता है उस पाठ्यक्रम में आर के परिचय पर एक विशेष व्याख्यान है जिसका उपयोग वास्तव में आर पर्यावरण के साथ खुद को समझने और परिचित करने के लिए किया जा सकता है इसलिए हम इस बिंदु पर रुकेंगे और हम अगले व्याख्यान में एमसीडीएम और सॉफ्टवेयर पैकेजों पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे धन्यवाद